डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का समापन भाग होगा पिछले मॉड्यूल में हमने रिलेशनल को दूर करने में इस मॉड्यूल को देखते हुए हम एक नए प्रकार के डेटा डिपेंडेंसी होने पर क्या होता है इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं इसलिए ये हमारे उद्देश्यों पर आधारित रूपरेखा बिंदु हैं और हम मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी वाले Persons के बजाय एक Persons का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं वह Man जो उस Persons का ID या name हो सकता है Phone और Dogs Like तो विचार यह है कि यहां के Persons और उनके पास एक दो तीन किसी भी संख्या में Phone हो सकते हैं जो हम सभी के लिए सही है और फिर एक Persons के पास किसी भी संख्या में Dogs हो सकते है जिसे वह Like करता है तो ये दोनों Phone और Dog जैसे D P और D ऐट्रिब्यूट्स देख सकते हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास Phone और Dog को Like करने वाले ऐट्रिब्यूट्स भी हो सकते हैं क्योंकि अब वे वैध हैं तो यह वह स्थिति है जिसे हम यहां पर देखने के लिए प्रयास करने की कोशिश करते हैं जो कि आप यहाँ देखते हैं जो कि बहु मूल्यवान के विभिन्न मॉडलों में बहुत वास्तविक है तो हम आगे बढ़ते हैं तो यह सिर्फ एक और उदाहरण है हमारे दो अलग अलग रिलेशन देख सकते हैं क्योंकि जब से वे सभी विभिन्न संयोजनों के संदर्भ में हो सकते हैं इसलिए S1 में A का name C1 हो सकता है Cname C हो सकता है लेकिन फिर से S1 का name A होने से C 2 का name B हो सकता है आपको अभी पता नहीं है कि कौन सा सही है तो आप देख सकते हैं कि यहां फिर से आपके पास 2 मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीस दिखाई देगी इसलिए यह मूल समस्या है जिसे हम संबोधित करना चाहेंगे यह दो रिलेशन्स है तो अब हम एक औपचारिक तरीके से मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी पर

तो आइए एक उदाहरण देखें तो यहाँ Course Book और Lecturer है इसलिए यह स्वाभाविक रूप से ज्ञात विश्वविद्यालय Courses का एक रिलेशन है इसे कई Lecturers द्वारा पढ़ाया जा सकता है इसलिए यहां एक मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी कहने के लिए ठीक है तो पहली शर्त है कि इन सभी टुपल्स पर t3 शेष हैं यदि मैं β बाहर निकालता हूं तो अगर मैं Book निकालता हूं तो यह AHA है और Course और Lecturer है जो शेष है अब यह पहले से ही Course पर मेल खाता है तो मुझे उसके लिए जाँच करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसलिए मैं इस बात की जांच कर सकता हूं कि क्या यह Lecturer से मेल खाता है इस नियम के लिए कुछ चेकिंग के बीच क्या t3 और t2 t3 और t2 से मेल खाते हैं उनके पास Lecturer के लिए एक ही नाम है अगले देखें जो t4 और t2 β पर मैच है t हां पर t4 और t2 β पर मैच है उनके पास Book का एक ही नाम है और क्या Lecturer पर t4 और t1 मैच है यह नियम t4 और t1 इस नियम से मेल खाता है Lecturer पर तो यह भी संतुष्ट करता है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस संबंध में मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी करेगा तो यह आपको केवल यह बताने के लिए है कि क्या आपके पास ऐट्रिब्यूट्स हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं यदि आप इसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि Z और W के व्यवहार समान हैं क्योंकि वे स्विचब्ले के संदर्भ में एक मुख्य अवलोकन क्या है तो यह हमारे उदाहरण के संदर्भ में है अब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ID →→ child name ID →→ phone number पहले के उदाहरण में जो हमने लिया तो हम यह भी नोट कर सकते हैं कि यदि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो Y → Z तब जाहिर है Y →→Z वह यह है कि अभी काफी स्पष्ट है इसलिए हमें यह निर्दिष्ट करने के लिए मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी को संतुष्ट करता है अब मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी को पेश किया था तो फंक्शनल डिपेंडेंसी है

वह विस्तार जो मैं बाईं और दाईं ओर की ऐट्रिब्यूट्स कुछ अलग तरीके से प्रकट हो रही है अगर X → → Y और Y → → Z तब X → → Z Y तो ये ये 3 नियम हैं जो मूल रूप से ये तीन नियम हैं जिसमें केवल मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीस के बीच हैं हम उस और गहराई में नहीं जा रहे हैं या विशिष्ट उदाहरण लेने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाते हैं कि वे कैसे काम करते हैं मैं आपको यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के नियम मौजूद हैं जिसके माध्यम से आप मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी भी हो

इसलिए बस हम इस Course के थोड़े से अग्रिम स्थान पर इसे रखेंगे इसलिए बस यह जान लें कि ऐसी चीजें मौजूद हैं लेकिन हम उस के विवरण में नहीं जा रहे हैं अंत में एक मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी है और हम इससे निपटना नहीं चाहते हैं इसलिए यहां दिए गए सिद्धांत के संदर्भ में बहुत कम है मैंने उल्लेख किया है कि क्लोसर होने की उन सभी समानांतर परिभाषाओं को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए मैं बस आपको यह नोट करना चाहता हूं कि इन चीजों को परिभाषित किया गया है और अस्तित्व सिद्धांत है लेकिन वर्तमान Course से परे होगा जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं इसलिए अब यह है कि हमारे पास है कि हमने अपने डेटा के संदर्भ में इसलिए हम अब इस बात पर गौर करना चाहेंगे कि यदि ऐसी डिपेंडेंसीस देता है तो यह या तो तुच्छ में होगा लेकिन रिवर्स जरूरी नहीं होगा इसलिए फिर से अवधारणाओं का एक ही सेट कर सकता हूं और यहां शर्त है वह दिया गया है तो 4 NF में डेकोम्पोसिशन के लिए ऐसा कर रहे थे तो अब अगर कोई भी मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी की गारंटी देते हैं तो यह भी प्रत्येक डेकोम्पोसिशन हो रहा है हम इसे यहाँ लेते हैं यहाँ पहले की तरह है जो उन लोगों के लिए एक औपचारिक एल्गोरिथ्म MPD है तो ये सभी डिपेंडेंसीस के रूप में उत्पन्न होता है जो कि Man और Address है और आपके अब तीन रिलेशन जो धारण करती है तो यह 4 NF में डेकोम्पोसिशन देता है

स्वाभाविक रूप से इसके साथ हम डेकोम्पोस में भी प्रतिनिधित्व करना पसंद करते हैं इसलिए वे गारंटी देते हैं कि उनके पास डेटा प्रक्रिया क्या है जिसका हमें पालन करना चाहिए तो फिर से आपको याद दिलाने के लिए कि हमारे डिजाइन का उपयोग करेगा जहां मेरे पास गारंटी है अब इस बिंदु पर आपको आश्चर्य होना चाहिए और ध्यान दें कि एसक्यूएल द्वारा समर्थित नहीं है जो कि व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आपकी हर प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके डिजाइन के इन नियमों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वास्तव में ये एकमात्र रूप नहीं हैं विभिन्न अन्य नार्मल फॉर्म मौजूद है इसलिए समग्र प्रक्रिया में अगर हम देखें तो मेरा मतलब है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कई ऐसे ट्रैक के कुछ अतिरिक्त के परिणाम भी हो सकते हैं और फिर आप उन्हें परिवर्तित करते हैं इसलिए सभी अलग अलग संभव ट्रैक हैं इसलिए जिस employee department के निर्माण पर हमने पहले चर्चा की थी उसे अभी याद करें तो एक employee एंटिटी के माध्यम से तोड़ रहा है तो एक रिलेशनशिप के इन कई गहरे अभ्यासों से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा यह आपके विचार में भी रखा जाना चाहिए कि जिस समय आप नोर्मलिज़शन होगा जो महंगा है तो एक विकल्प हो सकता है कि आप एक डेनोर्मालिज़ेड रिलेशन हो सकता है अब उस का ध्यान रखना होगा तो यह एक बेहतर दक्षता प्राप्त करने के मामले में कुछ खास तरीके से मदद करता है लेकिन यह एक अलग तरीके से भुगतान करने की लागत है दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि आप एक भौतिक दृष्टिकोण रख सकते हैं जो वास्तव में join है इसमें प्रेरेक़ुएसीट करने की आवश्यकता नहीं होगी तो यह उस दृष्टिकोण से बेहतर है इसलिए हमेशा डेनोर्मालिजशन को जानते हैं डिजाइन और इसी तरह बनाए रखेंगे अब स्वाभाविक रूप से ये सभी एक वर्ष की प्रभावकारिता के संदर्भ में बाध्य हैं इसलिए जब वे अगले वर्ष में आते हैं तो आपको उस वर्ष के लिए किए जाने वाले रिकॉर्ड बनानी होगी और उनका नाम याद रखना होगा इसलिए यदि वर्ष भर चलने वाले प्रश्न करना मुश्किल होगा दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप हर नए साल का नाम बदलकर आप यह जानना शुरू कर दें कि आप एक साल ऐसा करते हैं जहाँ विभिन्न वर्षों में आपकी कमाई अलग अलग कॉलम के संदर्भ में जिसका एक निश्चित प्रारूप है और आपको शरुआत से पुनर्परिभाषित होने की आवश्यकता है एक अलग समय सीमा पर अलग तरह से फिर आप इन मुद्दों पर आएंगे मै केवल यह इंगित करने के साथ बंद करूँगा कि अगर हमारे पास एक प्रकार का डेटा में उसे पूरी तरह से मिटा देते हैं इसलिए उदाहरण के लिए आज मैं एक निश्चित address पर रहता हूं कल मैं एक अलग क्वार्टर बदलूंगा तो मेरा address बदल जाएगा यह याद रखना संभव नहीं होगा कि मैंने 2017 में किस address पर निवास किया था तो इस तरह के अस्थायी डेटा प्रभावित हो सकती हैं वे भी बदल जाएंगे तो ये वो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा यह एक और शैली है कि कई बार जब आपको यह कहना होता है कि ठीक है इस title के साथ यह Course इस सेमेस्टर से अस्तित्व में था एक अलग सेमेस्टर title बदल गया हो सकता है तो आप एक start और end ऐट्रिब्यूट् की इस स्थिरता के लिए कैसे जांचते हैं ऐसा करने का कोई आसान तरीका नहीं है इसलिए टेम्पोरल डेटा से समझौता करना होगा और उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा इसलिए संक्षेप में हमने मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसीस के बारे में थोड़ी बात की है और इसके साथ हम रिलेशनल के अन्य पहलुओं पर आगे बढ़ेंगे